अब हम न्यूटन रेपसोन विधि के बारे में पढ़ेंगे गाऊस सीडल विधि हमने पहले ही पढ़ ली है यह भी एक पुनरावृत्ति प्रक्रम है गणित के पाठ्यक्रम मे आपने इसे पढ़ा होगा यह विधी युगपत अरेखिय समीकरणों के सेट को रेखिय समीकरणों के सेट मे टेयलर'स सीरीस Taylor's series की सहायता से अनुमानित करती है टर्मस को फ़िर्स्ट ऑडर तक ही अनुमानित किया है और हाईर ऑडर टेर्म्स को नज़रअंदाज़ किया है f अरेखिये समीकरणों का सेट इस तरह से दिया गया है y1 बराबर है x1 x2 से xn तक के चरों के फलन f1 के y2 बराबर है x1 x2 से xn तक के चरों के फलन f2 के yn बराबर है x1 x2 से xn तक के चरों के फलन fnके यह समीकरण 43 है y1f1x1 x2xn y2f2x1 x2xn ynfnx1 x2xn हम सबसे पहले पुनरावर्ती प्रक्रम देखेंगे फिर भार प्रवाह के बारे मे पढ़ेंगे मान लें कि सोल्यूशन वेक्टर का शुरुआती आकलन x10 x20 से xn0 तक ज्ञात है ∆x1 ∆x2से ∆xn तक को क्रमशः x10 x20 से xn0 तक के लिए सुधार मान लें हर पुनरावर्ती के बाद सभी x वेल्यू को अपडेट करें सभी x वेल्यू को अपडेट करने पर y1बराबर है f1x10∆x1 x20∆x2 xn0∆xn के y2 बराबर है f2x10∆x1 x20∆x2up to xn0∆xn के और yn बराबर है fnx10∆x1 x20∆x2 xn0∆xn के यह समीकरण 44 है यानी कि y1f1x10∆x1 x20∆x2 xn0∆xn y2f2x10∆x1 x20∆x2 xn0∆xn ynfnx10∆x1 x20∆x2 xn0∆xn अब इसे टेयलर'स सीरीस Taylor's series की सहायता से विस्तार से लिखेंगे हम केवल फ़र्स्ट ओर्डर डेरिवेटिव पर ही ध्यान देंगे और सेकंड ओर्डर डेरिवेटिव को नज़रंदाज़ करेंगे y1 बराबर है f1x10 x20up to xn0 जमा ∆x1df1dx1 की शून्य पर वेल्यू जमा ∆x2 df2dx2 की शून्य पर वेल्यू जमा ∆xn dfndxn की शून्य पर वेल्यू जमा 1 Ψ1 हायर ओर्डर टर्मस है तथा फलन f1 की सेकंड और हायर ऑडर डेरिवेटिव टेर्म्स को नज़रअंदाज़ करेंगे तो इस तरह से टेलर'स सीरीस की सहायता से हम इसे विस्तार से लिखेंगे इसी तरह से y2 बराबर है f2x10 x20up to xn0 ∆x1df2dx1up to ∆xn df2dxn के इसी तरह से yn बराबर है fnx10 x20 xn0 ∆x1dfndx1up to ∆xn dfndxn के अब हम y1 f1 y2 f2 yn fnको अभिव्यक्त करेंगे जो कि समीकरण 46 मे दिया गया है

y1 f1x10 x20 up to xn0 y2 f2x10 x20 up to xn0 yn fnx10 x20 up to xn0 df1dx1 df1dx2 df1dxn df2dx1 df2dx2 df2dxn dfndx1 dfndx2 dfndxn ∆x1 ∆x2 ∆xn यह मेट्रिक्स हर पुनरावर्ती के बाद बदल जाएगा यह समीकरण 46 है यह वाले मेट्रिक्स को हम D परिभाषित करेंगे यह J है जो की फलन fi का जकोबीयन है यह समीकरण 47 है D J R और यह है रेसिडयुआल वेक्टर ∆x1 ∆x2 जिसे हम R कहेंगे समीकरण 47 को पुनरावृत्ति प्रक्रम में इस प्रकार लिख सकते हैं p पुनरावर्ती संख्या है तो समीकरण 48 यह है R J 1 D x की नयी वेल्यू xip1xip∆xip होगी जहाँ R डेल वेक्टर ∆x1 ∆x2 ∆x3 up to ∆xnp है ∆x को प्राप्त किया जा सकता है R इस तरह से दिया जाएगा ∆x को समीकरण 48 की सहयाता से प्राप्त कर सकते है तो इस तरह से हम x वैल्यू को अपडेट करेंगे और यह समीकरण 49 बनेगी यह प्रक्रम दो बार दोहराएंगे जिसमें x की वेल्यू जो कि एक दूसरे से निर्दिष्टित टॉलरेंस वैल्यू के फ़र्क़ से भिन्न है को लेंगें क्यूँकि हमें कन्वर्ज़नस कैरेक्टरस्टिक की ओर बढ़ना है इस प्रक्रिया मे J का हर बार आकलन करना होगा या फिर एक बार करेंगे लेकिन तब यह मानेंगे कि ∆x मे बहुत धीमे बदलाव हो रहा है तो यह मान कर हम J जकोबीयन को पहली पुनरावर्ती मे ही प्राप्त कर लेंगे ओर इसे बाकी सभी पुनरवर्तियों मे स्थिर मान लेंगे चूंकि न्यूटन रेपसन विधि द्विघाती है तो ये गास सिडल विधि से बेहतर है और अगर इस प्रणाली मे कुछ प्रतिकूल स्थिति भी बनती है तो भी यह ड़ाएवर्जेंस की ओर कम ही बढ़ती है जबकि गाऊस सीडल विधी कन्वरज नही करती अब न्यूटन रेप्सन विधि से लोड फ़लो पढ़ेंगे न्यूटन रेपसन विधी बढ़ी शक्ति प्रणाली के लिए कुशल और उपयोगी होती है इसका मुख्य फ़ायदा यह है कि इसमें पुनरावर्ती संख्या बस प्रणाली के बस की संख्या पर आश्रित नही है न्यूटन रेपसन विधि को केवल 2 3 या 3 4 पुनरावर्ती की आवश्यकता होती है कन्वरज करने के लिए प्रश्न चाहे कितने भी बस बार का हो सकता है 500 या 1000 बसस तक का भी प्र्श्न हो सकता है हम समीकरण 15 और 16 को फिर से अंकित कर समीकरण 50 और 51 लिखेंगे P1 इंजेक्टेड पावर है और इस तरह से दिया गया है समीकरण 51 अरेखिय समीकरणों का सेट है और यह है Qi k1nVi Vk Yiksin ik ik यह समीकरण दो स्वतंत्र चर वोल्टेज परिमाण प्रतिमात्रक में और फेज़ एंगल रेडियन में मान कर लिए है ध्यान दें कि हर बस के लिए दो समीकरण मिलते हैं Piand Qi के लिए यह समीकरण 50 और 51 द्वारा प्राप्त होंगे समीकरण 50 वोल्टेज कंट्रोल बस के लिए है और यदि यह PV बस है तो इसका परिमाण स्थिर होगा समीकरण 50 और 51 को टेलर सीरीस की सहायता से लिखेंगे और हायर ऑर्डर टर्म्स को नज़रअंदाज़ करेंगे अब हम इन्हें पुनरावर्ती प्रक्रिया से हल करेंगे तो इस तरह से हम अरेखिये समीकरणों को टेलर सीरीस की सहायता से विस्तार से लिख सकते है बस 1 सलेक बस है यह i 2 से n तक है टेलर सीरीस की सहायता से हमें यह प्राप्त होगा यहाँ बस 1 सलेक बस है p पुनरावर्ती संख्या है तो यह ∆P2 ∆P3up to ∆Pn होगा फिर यह मिसमेच और यह ∆Q2 ∆Q3up to ∆Qn dP2d2 dP2d3 dP2dn डेरिवेटिव है डेल्टा की रिस्पेक्ट मे और यह d2 d3 dn है यह dV2 dV3 dVn है जो की मेग्निट्यूड के बदलाव है और यह dP2dV2 dP2dV3 dP2dVn मेग्निट्यूड है इसी तरह से Q के लिए भी यह समीकरण लिखे गए है यह सब समीकरण यह मान कर लिखे गए है के सभी बसस PQ बस है PV बस के लिए समीकरण आगे देखेंगे यह n 1 होगा क्यूँकि बस 1 सलेक बस है यह सभी मेट्रिक्स n 1 ऑडर के होंगे यानी की पूरी मेट्रिक्स की डयमेंशन 2n 12 होगी बस 1 सलेक बस मानी गयी है तो सामान्य तौर पर यह समीकरण इस तरह लिखा जायेगा ∆P ∆Q J1 J2 J3 J4 ∆δ ∆V और ∆P बराबर है ∆P2 ∆P3 ∆Pn वेक्टर के और ∆Q बराबर है ∆Q2 ∆Q3 ∆Qnके और J1 J2 J3और J4 यह मेट्रिक्स है सामान्य तौर पर ट्रांसमिशन लाइन पावर सिस्टम में R बटा X का अनुपात बहुत ही कम होता है R कम यानी कि रियाकटेंस ज़्यादा इस तरह के सिस्टम में रीयल पावर मिसमेच ∆P परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है रीयल पावर मिसमेच ∆P वोल्टेज परिमाण के परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील है लेकिन यह फ़ेज एंगल के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है तो हम मेट्रिक्स में यह टर्मस को नज़रअंदाज़ करेंगे इसी तरह से रीयक्टिव पावर मिसमेच ∆Q फ़ेज एंगल के परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील है लेकिन यह वोल्टेज परिमाण के परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है तो हम मेट्रिक्स में यह टर्मस को नज़रअंदाज़ करेंगे यानी कि अगर जकोबीयन मेट्रिक्स मे यह J1 है यह J2 है यह J3 है और यह J4 है तो J2 और J3 को शून्य बराबर रखेंगे तो अगर यह मानेंगे तो यह V1 डिकपलड है और अगर यह मानेंगे तो यह कपलड है तो यह ∆PJ1∆δ and ∆QJ4∆V क्रमशः समीकरण 55 और 56 बनेगें यह मान लें के सिस्टम मे m बसस वोल्टेज कंट्रोल है J1 हमेशा n 1 ऑडर का मेट्रिक्स है अगर ये PV बस है तो Q और δ अज्ञात होंगे तथा वोल्टेज मैग्निट्यूड ज्ञात होगा मान लें इस n बस सिस्टम में m PV बस है तो J4 ऑडर होगा जहाँ वोल्टेज ज्ञात है यानी कि PV बस वो बसस ∆V मे नही होंगी उधारण के तौर पर अगर 10 बस सिस्टम है और 3 PV बसस है तो यह 10 1 3 होगा यानी कि J4 6 6 का होगा और J1 9 9 का होगा सबसे पहले द्य्ग्न्ल और फिर ऑफ़ द्य्ग्न्ल एलिमेंट्स को प्राप्त करेंगे यह Pi के लिए अभिव्यक्ति है इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो द्य्ग्न्ल एलिमेंट्स प्राप्त होंगे चूँकि यहाँ cosine है तो डेरिवेटिव लेने पर यह माइनस sin हो जायेगा और डेरिवेटिव डेल्टा के रिस्पेक्ट मे है तो यहाँ से भी माइनस सिम्बल आएगा तो जोड़ कर यह प्लस हो जाएगा सबसे पहले दयग्नल एलिमेंट्स यानी कि dPi∆i प्राप्त करेंगे यहाँQi k1nVi Vk Yiksin ik ik जहाँ k बराबर i नही है और इसी तरह से ओफ़ दयग्नल एलिमेंट्स को भी अभिव्यक्त कर सकते है उधारण के तौर पर n बराबर 4 लें तो k 1 से 4 तक होगा उसके बाद यह सब गुणा करें Vi then Vk thenYik और cos⁡θik ik यह Pi होगा बस 1 सलेक बस है मान ले इसके लिये i2 है चूँकि बस 2 सलेक बस है तो i2 पर इसे विस्तार से लिखेंगे तो P2k14 V2 cos 2k 2k होगा सम्मेशन को हल करने पर यह बनेगा इनको गुणा करेंगे V2 मेग्निट्यूड V1 मेग्निट्यूड Y21 cos 21 21 जमा V2 मेग्निट्यूड का वर्ग Y22 cos 22 22 जमा V2 मेग्निट्यूड V3 मेग्निट्यूड Y23 cos 23 23 जमा V2 मेग्निट्यूड V4 मेग्निट्यूड Y24 cos 24 24 यहाँ से 2 2 को केन्सल करेंगे फिर 2 के रेसपेक्ट में डेरिवेटिव लें यह टर्म 2 से स्वतंत्र है और cos 21 21 का डेरिवेटिव लेने पर sin 21 21 गुणा 1 होगा यानी कि sin 21 21 फिर दूसरी टर्म 2 से स्वतंत्र है इसलिए डेरिवेटिव लेने पर यह शून्य हो हो जाएगी तीसरी का डेरिवेटिव लेने पर पहले के टर्म स्थिर है और यह sin 23 23 होगी आख़िरी टर्म V2फिर V4 फिर Y24फिर sin 24 24 होगी तो यहाँ केवल दूसरी टेर्म शून्य होगी तो हमने देखा के दयगोनल एलेमेंट यानी कि इस समीकरण की दूसरी टर्म यहाँ पर शून्य है क्यूँकि हमने i2 लिया है यह दयगोनल एलेमेंट के लिए समीकरण बनेंगे इसीलिए समीकरण 57 मे k को i बराबर नही लिया गया है क्यूँकि यह i से स्वतंत्र है धन्यवाद